प्रोजेक्शन्स ऑफ़ सॉलिड्स III हैलो आप सबका हमारे NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्वागत है इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से प्रोजेक्शन्स ऑफ़ सॉलिड्स के बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में हम और ज्यादा कठिन 3D ऑब्जेक्ट्स जोकि प्लेन के सापेक्ष झुके हुए हैं के बारे में चर्चा करेंगे उदाहरण 7 में यह हमारे पास पेंटागनल प्रिज्म है जिसके बेस की एक एज होरिजेंटल प्लेन पर टिकी हुई है और उसका एक्सिस होरिजेंटल प्लेन के सापेक्ष झुका हुआ है तो इसका बेस एक 5 साइड्स वाला पेंटागन है तो यह एक्सिस ना तो वर्टिकल प्लेन के और ना ही होरिजेंटल प्लेन के लंबवत है बल्कि यह थोड़ी झुकी हुई है जैसा कि यह होरिजेंटल प्लेन से झुकी हुई है तो यह झुकी हुई एक्सिस हमें वर्टिकल प्लेन यानी कि इसके फ्रंट व्यू में दिखाई देती है तो ड्राइंग करने के बाद में हम देख सकते हैं कि प्रिज्म शायद इस तरीके से झुका हुआ है टॉप से देखने पर यह हमें रेगुलर पेंटागन जैसा नहीं दिखता बल्कि कुछ ऐसा दिखता है इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करें यह हम इस लेक्चर में सीखेंगे तो सबसे पहले हम एक पेंटागन जो होरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है को ड्रॉ करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि इसका एक एज वर्टिकल प्लेन के लंबवत हो तो इसके टॉप व्यू में हमें यह पेंटागन दिखेगा जिसका एक्सिस HP के लंबवत है फिर इसके बाद हम प्रिज्म को इस तरीके से घुमाते हैं कि इसका यह एक्सिस HP से इंक्लिनेशन एंगल बनाए तो इस तरह से हमें इन व्यूज को बनाना है तो सबसे पहले होरिजेंटल प्लेन पर टॉप व्यू में हम एक पेंटागन ड्रॉ करते हैं जहां इसकी एज या सरफेस वर्टिकल प्लेन के लंबवत है इसके बाद हम इस टॉप व्यू को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं ताकि FV बना सकें टॉप और बॉटम के पेंटागन से क्रमशः एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं जैसा कि यह HP पर रखा हुआ है तो नीचे वाली लाइन XY लाइन को कोइंसाइड करती है इसके तीन एज aa1 bb1और cc1 भी दिखाई देते हैं जिनको कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ करते हैं इसके बाकी बचे दो एज dd और ee कर्मशः cc और bb से संरेखित हो जाते हैं और इसके एक्सिस को डॉट डैस्ड लाइन से दर्शाया गया है अब हमें इस पूरे आब्जेक्ट को इस दिशा में घुमाना है तो इसके लिए इस पेंटागन के एक्सिस को दिए हुए कोण से XY अक्ष के सापेक्ष झुकता हुआ ड्रा करते हैं और फिर बाकी बचा हुआ पेंटागन प्रिज्म ड्रा करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सिस दिए हुए झुकाव कोण मान लीजिये 45 डिग्री को लेते हुए ड्रा करते हैं अब हमें इसे FV में cl पॉइन्ट के सापेक्ष घुमाना है तो यह पॉइंट इसी XY अक्ष पर रहेगा अब कम्पास का इस्टेमाल करते हुए इस cl पॉइन्ट से इसके बेस की लम्बाई के बराबर एक आर्क काटते हैं जो कि एक्सिस के लम्बवत है इसी तरह जब हम इस पूरे प्रिज्म को घुमाते हैं तो यह a b लाइन भी घुम जाती है तो यह करने के लिए हम क्या करते हैं तो यदि एक्सिस 45 डिग्री का कोण बनाता है तो यह cc1 लाइन भी 45 डिग्री का कोण बनायेगी तो c1 से होते हुए एक लाइन 45 डिग्री के कोण पर ड्रा करते हैं ओर cc1 लाइन के बराबर लम्बाई का चाप c1 से काटते हैं इसी प्रकार से दूसरी लाइन aa1 को भी इसी कोण पर स्थानान्तरित करते है अब a को c से मिला देते है तो हमने इस प्रिज्म को 45 डिग्री से झुका दिया है जैसा कि हमें FV में दिखाई दे रहा है यह होने के बाद हम इन FV के सारे पॉइंट्स को HP पर लंबवत नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं और पहले से ड्रॉ किए गया TV के सारे पॉइंट्स को होराइजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को टॉप साइड पर abcde से मार्क करते हैं और इसी तरह बॉटम साइड को a1b1c1d1e1 से मार्क करते हैं और फिर इनको जोड़ देते हैं जो भी इंटरसेक्शन हैं उनसे हम इन प्वाइंट्स और लाइंस को मैप करते हैं और इन सब को जोड़ते हुए पेंटागोनल प्रिज्म बनाते हैं विज़िबल लाइंस को कंटीन्यूअस लाइंस से और इंविजिबल लाइंस को डस्ड लाइंस से प्रदर्शित करते हैं तो जो पेंटागनल प्रिज्म जिसका एक्सिस HP से इंक्लिनेशन एंगल बनाता है का फ्रंट व्यू ऐसे दिखता है और टॉप व्यू ऐसे दिखता है हम एक और उदाहरण लेते हैं एक हेक्सागोनल पिरामिड जब यह HP पर अपने बेस एज में से एक पर टिका हुआ है और इसका एक्सिस या बेस HP के सापेक्ष झुका हुआ है तो हमारे पास एक हेक्सागोनल पिरामिड है जोकि होरिजेंटल प्लेन पर टिका हुआ है इसकी 6 साइड है और इसका एक्सिस या बेस HP के सापेक्ष झुका हुआ है तो आइए इसे समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है जैसा कि हेक्सागोनल पिरामिड के बेस में 6 साइड्स होंगी इसलिए 6 इंक्लाइंड फेसेज भी होंगे तो ये सारे इंक्लाइंड फेसेज टॉप से देखने पर विजिबल होंगे इसलिए इन्हें कंटीन्यूअस लाइंस से प्रदर्शित किया जाता है और हर फेस एक ट्राएंगल के जैसे दिखता है अब हमें एक्सिस को इंक्लाइंड करना है तो इसके लिए हम एक्सिस को एक निश्चित एंगल से होरिजेंटल प्लेन पर स्थित प्वाइंट c के सापेक्ष घुमा देते हैं ac के बराबर लंबाई प्रथम फ्रंट व्यू से की एक लाइन इसके एक्सिस के लंबवत खींचते हैं जोकि c से होकर गुजरती है अब ao और co के बराबर लंबाई के आर्क क्रमशः a और c से काटते हैं जहां ये दोनो आर्क एक दूसरे को काटते हैं वहां o लिखते हैं और इन प्वाइंट्स को जोड़ देते हैं अब इन सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ होरिजेंटल प्लेन पर ट्रांसफर करते हैं इसी प्रकार पहले से बनाए गए टॉप व्यू से भी सारे पॉइंट्स को होरिजेंटली ट्रांसफर करते हैं ये प्रोजेक्शंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जब इस इंक्लाइन्ड पिरामिड को ऊपर से देखते हैं तो हमें कौन कौन सी लाइंस विजिबल होंगी आइए पता करते हैं तो हमें ao लाइन दिखाई देगी इसी प्रकार से fo भी और af भी हमें दिखाई देगी इसी प्रकार से bo ab eo और fe भी दिखाई देंगी तो इस प्रकार से हमें यह पिरामिड दिखता है और इसके अंदर की चीजें जोकि इसके पीछे की तरफ है वह इनविजिबल हैं तो इन्हें डैस्ड लाइन से प्रदर्शित करते हैं जैसे कि bc cd de co और do लाइंस आइए एक और उदाहरण लेते हैं एक हेक्सागोनल प्रिज्म को उसके बेस के कॉर्नर पर HP पर इस प्रकार से रखा गया है कि उसका बेस या एक्सिस होरिजेंटल प्लेन के सापेक्ष झुका हुआ हो आइए विचार करते हैं कि वह कौन से पॉइंट्स है जोकि होरिजेंटल प्लेन पर हैं और क्या एक्सिस होरिजेंटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन किसके सापेक्ष झुका हुआ है आइए इसे समझते हैं तो सबसे पहले हम बिना किसी इंक्लिनेशन एंगल के हेक्सागोनल प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं फिर इंक्लिनेशन एंगल के लिए इसे उचित मात्रा में घुमा देते हैं ताकि दी हुई कंडीशन को पूरा कर सकें तो सबसे पहले एक हेक्सागोनल प्रिज्म का फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं यह एक रेक्टेंगल के जैसे दिखाई देता है इसके सामने के तीन फैसेस को FV में देखा जा सकता है एक्सिस को डैश डॉट लाइन से ड्रॉ किया जाता है जैसा कि एक्सिस होरिजेंटल प्लेन के सापेक्ष झुका हुआ है जिसको हम फ्रंट व्यू में ही देख सकते हैं तो इसके FV को दिए हुए एंगल से घुमा देते हैं तत्पश्चात सारी लेंथ्स को भी स्थानांतरित कर देते हैं तो हमें यह झुका हुआ फ्रंट व्यू मिलता है हम यहां ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि इसका एक कॉर्नर d1 हमेशा होरिजेंटल प्लेन पर टिका हुआ होना चाहिए इसलिए इसको ऐसे ही बनाया जाता है अब इस FV के सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और पहले से प्राप्त TV से सारे पॉइंट्स को होरिजेंटली दाएं तरफ प्रोजेक्ट करते हैं यह प्रोजेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आइए a1 प्वाइंट को लंबवत नीचे की तरफ और पहले वाले TV के a प्वाइंट को दाएं तरफ प्रोजेक्ट करने पर जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां a1 लिख देते हैं जैसा कि ऊपर फिगर में दर्शाया गया है और इसी प्रकार से बाकी पॉइंट्स को भी प्रोजेक्ट करते हैं और उन्हें चिन्हित करते हैं तो टॉप साइड के पॉइंट्स को abcde और f से मार्क करते हैं और बॉटम साइड के पॉइंट्स कोa1b1c1d1e1 और f1 से मार्क करते हैं जब हम इसे टॉप से देखते हैं तो हेक्सागोनल का ज्यादातर हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है उसे डैस्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं तो इसलिए हमें यह फिगर में दिखाए अनुसार मिलता है तो जो हिस्सा हमें दिखाई देता है जैसे कि इसकी एजेज तो उसे कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ करते हैं आइए एक और उदाहरण लेते हैं इसमें यह एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका एक ट्रायंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है हमारे पास एक ऐसा पिरामिड है जिसका एक फेस HP पर रखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह फेस हमेशा HP को स्पर्श करता रहेगा यदि ऐसा है तो हम इसको इस प्रकार से घुमाएंगे कि इसका एक फेस होरिजेंटल प्लेन पर टिका हुआ रहे सबसे पहले हम एक हेक्सागोनल पिरामिड ड्रॉ करते हैं जिसका बेस HP पर टिका हुआ है इसको टॉप से देखने पर यह हमें हेक्सागोनल के जैसे दिखाई देता है और इसका एक्सिस o प्वाइंट से गुजरता है FV में यह एक ट्रायंगल के जैसे दिखाई देता है तो जब हम इसे सामने से देखते हैं तो हमें यह पूरी एज दिखाई देती है अब इसे इस प्रकार से घुमाते हैं की इसका एक्सिस होरिजेंटल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन एंगल बनाये और इनके एजेज में से एक एज oc होरिजेंटल प्लेन पर टिका हुआ रहे यदि मैं इसे इस तरह घुमाता हूं तो o c एज ग्राउंड यानी कि HP पर टिका हुआ है तो o c को उसकी लंबाई के बराबर ड्रॉ करते हैं अब c से ac के बराबर लंबाई का आर्क ड्रॉ करते हैं और o से ao के बराबर लंबाई का आर्क ड्रॉ करते हैं ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां a लिखते हैं अब a को o और c से मिलाते हुए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यह ड्रॉ करने के बाद हम दी हुई लंबाई के अनुसार b को o से मिला देते हैं इस प्रकार हमें यह फ्रंट व्यू मिलता है अब हम इन सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन्स को नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं इसी प्रकार से पहले से ड्रॉ किए गए टॉप व्यू से हम सारे पॉइंट्स को होरिजेंटली दाएं तरफ प्रोजेक्ट करते हैं जहां यह प्रोजेक्शंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हम प्वाइंट्स के अनुसार a b c d e f और o लिख देते हैं एक बार यह ड्रॉ करने के बाद टॉप से देखने पर जो भी फेस या लाइन हमें विजिबल हैं जैसे कि ab bc cd de ef fa ao bo fo और eo उन्हें कंटीन्यूअस लाइन से ड्रॉ करते हैं और जो इनविजिबल हैं जैसे कि do और co उन्हें डैस्ड लाइन से दर्शाते हैं आइए एक और उदाहरण लेते है एक रैक्टेंगुलर पिरामिड जिसके बेस की साइड 40x50 mm है उसका टॉप और फ्रंट व्यू ड्रॉ करें जब यह बड़े वाले ट्रायंगुलर फेस से HP पर रखा हुआ है और इसकी ऊंचाई 70 mm है तो इसका बड़ा वाला ट्राइंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है जैसा कि यह एक रैक्टेंगुलर पिरामिड है तो इसका बेस रैक्टेंगुलर होगा और जब आप इसके बेस को वर्टेक्स से जोड़ते हैं तो हमें ट्रायंगुलर फेस मिलते हैं और इन ट्रायंगुलर फेसेज में बड़े वाला ट्रायंगुलर फेस होरिजेंटल प्लेन पर टिका हुआ है और साथ ही ट्रायंगुलर फेस के बेस का लॉन्गर एज VP से 60 डिग्री का कोण बनाता है जबकि पिरामिड का अपेक्स VP के पास में है और जिसे टॉप व्यू में देखा जा सकता है जब हम इसे दी हुई कंडीशन के अनुसार बनाते हैं तब हमें यह सोचना होगा कि यह ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि इस पिरामिड का अपेक्स वर्टिकल प्लेन के पास में है जो कि हमें निर्देशित करता है कि हम इस पिरामिड को किस तरीके से ओरिएंट करें पहली कंडीशन यह है कि हमेशा अपेक्स वर्टिकल प्लेन के पास में होना चाहिए और यदि यह वर्टिकल प्लेन है और यह अपेक्स है तो हमें पिरामिड को इसी तरीके से ओरिएंट करना है कि अपेक्स वर्टिकल प्लेन के पास में हो अपेक्स वर्टिकल प्लेन से दूर नहीं होना चाहिए और दूसरी कंडीशन यह है कि ट्रायंगुलर फेस के बेस का लॉन्गर एज VP के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है इन सब फिगर्स से हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह पिरामिड किस तरह से झुका हुआ है तो आइए इसे समझते हैं हमें इस पिरामिड को हो सकता है बहुत बार घुमाना पड़े तो सबसे पहले हम ऐसा पिरामिड बनाते हैं जिसका बेस HP पर टिका हुआ हो इसको टॉप से देखने पर यह एक रेक्टेंगल दिखाई देता है तो यह हमें FV में एक ट्रायंगल के जैसे दिखाई देता है जब हम फ्रंट से इसे देखते हैं तो इसके साइड वाले ट्रायंगुलर फेस कॉइंसाइड हो जाते हैं अब यह इस पार्ट के सहारे HP पर रखा हुआ है सबसे पहले हम ob को HP पर मार्क करते हैं और पहले वाले उदाहरण की तरह ही a प्वाइंट को लोकेट करते हैं फिर इन सब पॉइंट्स को जोड़ने से हमें पिरामिड का फ्रंट व्यू मिलता है जो कि एक लेटे हुए ट्रायंगल के जैसा है अब इन सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और पहले से बने टॉप व्यू से भी सारे पॉइंट्स दाएं तरफ प्रोजेक्ट करते हैं ये प्रोजेक्शन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां उन पॉइंट्स को मार्क करते हुए इन्हें जोड़ देते हैं इस तरह से हमें इस पिरामिड का टॉप व्यू मिलता है इसके बाद हम क्या करते हैं जैसा कि यह लोंग एज वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन एंगल बनाती है तो इससे इसकी लंबाई कम हो जाती है उदाहरण के लिए यह एक लॉन्गर एज है जब हम इसके रोटेटेड व्यू को देखते हैं तो इसकी लंबाई कम दिखती है यह हमें केवल टॉप व्यू में ही देखने को मिलती है तो टॉप व्यू को हम इस तरह से बनाते हैं कि यह दिए हुए कोण से VP के सापेक्ष झुका हुआ हो तो इस पहले से प्राप्त पूरे टॉप व्यू को इस तरह से घुमाते हैं और ड्रॉ करते हैं और सारी साइड्स की लंबाइयों को भी वैसे की वैसी स्थानांतरित कर देते हैं तो यहां हम समझ सकते है कि लोंगर एज VP के साथ किस तरह से इंक्लिनेशन एंगल बनायेगी तो इस टॉप व्यू को हम दिए हुए कोण से घुमा देते हैं फिर इन सारे पॉइंट्स को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और फ्रंट व्यू के भी सारे पॉइंट्स को होरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं तो जहां ये प्रोजेक्शंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पॉइंट्स के अनुसार a b c d e और o लिखते हैं फिर इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं यह इस पिरामिड का फ्रंट व्यू है तो इस प्रकार से हम इस रेक्टेंगुलर पिरामिड का टॉप एंड फ्रंट व्यू बनाते हैं जिसके बेस की लॉन्गर साइड VP से इंक्लाइंड एंगल बनाती है और जिसका बड़ा वाला ट्रायंगुलर फेस HP पर टिका हुआ है आइए इस लेक्चर का अंतिम उदाहरण लेते हैं यहां यह एक कॉन है जिसके बेस का डायमीटर 80 mm और इसकी ऊंचाई 100 mm है इसके एक जनरेटर को होरिजेंटल प्लेन पर रखा गया है और इसकी एक्सिस VP के सापेक्ष 40 डिग्री का कोण बनाती है तो इसके टॉप और फ्रंट व्यू को ड्रॉ करें तो सबसे पहले एक ऐसा कॉन लेते हैं जिसका बेस होरिजेंटल प्लेन पर टिका हुआ हो तो टॉप व्यू में हमें वह एक कंप्लीट या पूरा सर्कल के जैसे दिखाई देना चाहिए अब उसको इस तरीके से घुमाते हैं कि उसका जनरेटर होरिजेंटल प्लेन पर स्थित हो फिर टॉप व्यू में उसको इस तरह घुमाते हैं कि उसका एक्सिस वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन एंगल बनाए तो अब इसको कैसे ड्रॉ करें आइए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऐसा कॉन लेते हैं जिसको होरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है फिर इसको इस तरीके से घुमाते हैं कि इसका जनरेटर होरिजेंटल प्लेन पर स्थित हो इसको करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा कॉन बनाते हैं जोकि होरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है और इसकी एक्सिस होरिजेंटल प्लेन के लंबवत है अब इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं जोकि ट्रायंगल के जैसा दिखाई देता है फिर इसको इस तरीके से घुमाते हैं कि इसका एक जनरेटर og ग्राउंड पर यानी कि HP पर स्थित हो और पहले की तरह ही हम a पॉइंट को कंपास की सहायता से चिन्हित कर सकते हैं इसके बाद हम इन सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं पहले से ड्रॉ किया गया टॉप व्यू जो कि एक सर्कल है को 12 या 8 बराबर भागो में बांटते हैं और फिर इन पॉइंट्स को दाएं तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और जिस लाइन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको भी 8 बराबर बागों में बांट लेते हैं आखिर में हम इस स्थिति में होते हैं कि एक एलिपसॉयड को ड्रॉ कर सके यह एलिपसॉयड हमें सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जॉइन करने से मिलता है तो इस तरह से हम एक कॉन जो HP पर अपने एक जनरेटर के बल रखा हुआ है का टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं इसके बाद जैसा कि इसकी एक्सिस होरिजेंटल प्लेन के सापेक्ष झुकी हुई है लेकिन यह वर्टिकल प्लेन के समानांतर है तो हमें इसे इस तरह से घुमाना पड़ेगा ताकि इसकी एक्सिस वर्टिकल प्लेन के साथ दिया हुआ 40 डिग्री का इंक्लिनेशन कोण बनाए जो कि हमें इसके टॉप व्यू में दिखाई देता है अब इलेक्शन एलिपसॉयडल के सारे 12 या 8 जितने भी पॉइंट्स हैं को और लंबाईओं को स्थानांतरित कर देते हैं इस तरह से हमें इसका टॉप व्यू मिलता है अब इन सारे 12 पॉइंट्स को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और पहले से प्राप्त फ्रंट व्यू के सारे पॉइंट्स को भी हम दाएं तरफ प्रोजेक्ट करते हैं ये दोनों प्रोजेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स के अनुसार हम इन्हें चिन्हित करते हैं अब इन चिन्हित पॉइंट्स को जोड़ देते हैं इस तरह से हमें इसका फ्रंट व्यू मिलता है यह प्रॉब्लम आप के लिए होमवर्क है इसमें एक ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसके बेस की एज 20 mm और लंबाई 30 mm है और उसके बेस की एक साइड HP पर टीकी हुई है इस पिरामिड का एक्सिस HP से 45 डिग्री और VP से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ कीजिए